इस सप्ताह के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है हमने टेक्स्ट समराइजेशन पर अपनी चर्चा शुरू कर दी थी और अंतिम लेक्चर में हमने टेक्स्ट समराइजेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्रोच पर चर्चा की जो एक ग्राफ बेस्ड मेथड पर आधारित है जिसे समराइजेशन के लिए लेक्सरैंक या पेज रैंक मेथड भी कहा जाता है वहाँ क्या विचार था हम डॉक्यूमेंट में सभी अलग अलग वाक्यों को ले रहे थे और फिर उनके बीच समानता का पता लगाने और चुनने की कोशिश कर रहे थे और फिर एक बार हम इस ग्राफ पर पेज रैंक एल्गोरिथ्म चलाते हैं तो हम उन वाक्यों को लेते हैं जिनमें हाई पेज रैंक है इसलिए विचार यह है कि मेरा डॉक्यूमेंट एक विशेष थीम से मेल खाता है और इस डॉक्यूमेंट के लिए जो वाक्य महत्वपूर्ण हैं उनके समान कई अन्य वाक्य होने चाहिए और यह विचार था जो पेज रैंक फॉर्मूलेशन का उपयोग करके कैप्चर किया गया था इसलिए वाक्यों में अन्य महत्वपूर्ण वाक्यों से हाई इनकमिंग एजेस का होना चाहिए और फिर हमने कहा कि यह आपको महत्वपूर्ण वाक्य देगा लेकिन आप ऐसे वाक्यों का पता लगाना चाहते हैं जो एक दूसरे के संबंध में डाईवर्स हैं तो आप किसी प्रकार की MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेलेवंस अल्गोरिथम का उपयोग करेंगे तो आप कहेंगे कि यह वाक्य अगर पहले से ही समरी में कुछ वाक्य के समान है तो मैं इसमें ओवरआल स्कोर कम कर दूंगा है और फिर मैं बचे हुए वाक्यों को फिर से सोर्ट करूँगा और उन वाक्यों को चुनूँगा जो सबसे अधिक स्कोर वाले हैं इसलिए लेक्सरैंक हमेशा किसी भी समराइजेशन कार्यों के लिए सरल और प्रभावी आधार लंबाई में से एक के रूप में चुन सकते हैं यह आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता कि आप यह तय कर सकें कि महत्व के लिए आपके क्राइटेरिया क्या हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण वाक्यों को कैसे चुनना चाहते हैं तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ एप्रोच हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं जो आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक जेनेरिक फ्रेमवर्क दे सकते हैं और फिर यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने स्वयं के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को अपनी स्वयं के कंसट्रेन्स को परिभाषित करें और आप अपने कार्य के आधार पर अपने कंसट्रेन्स को जोड़ सकते हैं तो आप शायद 1 या 2 सिनेरियो के बारे में चर्चा करेंगे कि आप इसे विभिन्न कार्यों के लिए कैसे संशोधित करते हैं तो आज इस लेक्चर में हम समराइजेशन के लिए ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड एप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं हम इसे परिभाषित करते हैं कि यह औपचारिक रूप से एक डॉक्यूमेंट को कुछ अलग टेक्सुअल यूनिट्स के रूप में परिभाषित करता है और क्योंकि हम एक्स्ट्रेक्टिव समराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी टेक्सुअल यूनिट्स वाक्य होंगी इसलिए मेरे पास कुछ n संख्या में वाक्य हैं इसलिए मैं उन्हें t1 से tn तक निरूपित कर रहा हूं अब मैं परिभाषित कर सकता हूं कि एक टेक्सुअल यूनिट्स t i की रेलेवंस क्या है जो मुझे समरी में i rel i की रेलेवंस से होना है यह एक जेनेरिक फार्मूलेशन है इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं प्रत्येक यूनिट की रेलेवंस को rel i से परिभाषित करूंगा लेकिन मैं rel i की गणना कैसे करता हूं आप कोई भी मेथड चुनने के लिए स्वतंत्र हैं इसलिए कंप्यूटिंग रेलेवंस के विभिन्न तरीकों पर हमने चर्चा की है एक तो वाक्य में वेट या टोपिक सिग्नेचर लेने से या वाक्य में सभी वेट से औसत जोड़ने और करने से होता है यह ith टेक्सुअल यूनिट की रेलेवंस को चुनने का एक विशेष तरीका है फिर आप अपना लेक्सरैंक अल्गोरिथम भी चला सकते हैं और उस वाक्य के पेज रैंक वैल्यू के रूप में रेलेवंस का पता लगा सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि आप रेलेवंस के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया का उपयोग करना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं तो आपका रेलेवंस क्राइटेरिया यह हो सकता है कि कितने नेम्ड एंटिटीस इस वाक्य में शामिल हैं यह आपका क्राइटेरिया हो सकता है फिर आप रेलेवंस को चुन सकते हैं तो आप अपनी रेलेवंस को परिभाषित कर सकते हैं फिर आपको यह भी परिभाषित करना होगा कि n के बीच टेक्सुअल यूनिट्स में रिडनड़ेंसी क्या है तो वे एक दूसरे के लिए कितने रिडनडेंट हैं क्योंकि अंतिम समरी जो हम प्राप्त करते हैं उसमे एक ही जानकारी को व्यक्त करने वाले कई वाक्य नहीं चाहते हैं समराइजेशन में विचार यह है कि मैं न्यूनतम संभव स्पेस के भीतर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं इसलिए मेरे पास हमेशा एक स्पेस क्रंच होता है इसलिए मैं अधिक से अधिक जानकारी फिट करना चाहता हूं इसलिए मैं रिडनडेंट वाक्यों को हटाना चाहता हूं तो यह एक और फंक्शन है जिसे आपको प्राप्त करना है अब 2 टेक्सुअल यूनिट्स के बीच रिडनड़ेंसी को केवल कोसाइन समानता लेते हुए परिभाषित किया जा सकता है वे कितने समान हैं या आप इसे कुछ अन्य तरीकों से भी परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि वे डॉक्यूमेंट में कितने अलग हैं बहुत निकट हैं या बहुत दूर है आप कई अलग अलग क्राइटेरिया पर भी निर्भर कर सकते हैं जैसे कि वे एक ही तरह की एंटिटीस और कई अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं और हम परिभाषित करते हैं कि टेक्सुअल यूनिट्स की लेंथ क्या है तो उस टेक्सुअल यूनिट्स में मौजूद शब्दों की संख्या है अब इन सभी परिभाषाओं के बाद मेरे ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या होंगे इसलिए समरी चुनने के लिए जब मैं समरी की बात करता हूं तो इन सभी सिस्टम्स में आमतौर पर समरी पर एक ऊपरी सीमा होगी तो मैं कहूंगा कि मुझे समरी लेंथ k चाहिए और आपके इनपुट डॉक्यूमेंट के आधार पर लगभग 100 या 200 होगा तो आप लेंथ k की समरी चाहते हैं तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या होने चाहिए अब ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया इन सभी t n यूनिट्स से होना चाहिए अब एक सबसेट का चयन करें ताकि समरी का स्कोर मैक्सीमाईजड हो और आप समरी के स्कोर को कैसे परिभाषित करते हैं समरी में कुछ टेक्सुअल यूनिट्स होंगी तो स्कोर इन सभी यूनिट्स की रेलेवंस स्कोर से अधिक हो सकता है जो आपने किसी भी 2 यूनिट्स के बीच समरी माइनस रिडनड़ेंसी में लिया है तो यह सब पेअरड रिडनड़ेंसी स्कोर होगा तों समरी में सभी यूनिट्स का रेलेवंस स्कोर माइनस रिडनड़ेंसी स्कोर में सभी यूनिट्स की समरी है यही आपका ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा और आप सबसेट का चयन करना चाहते हैं जिससे यह स्कोर मैक्सीमाईज हो तो मैं कह सकता हूं कि मेरी इन्फेरेंस प्रॉब्लम क्या है मैं d से टेक्सुअल यूनिट्स के रूप में एक सबसेट का चयन करना चाहता हूं तो d मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें t 1 से t n है इस तरह हम समरी स्कोर को परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि सेट S के स्माल s को मैक्सीमाईड किया जाता है और मैं कैसे सबसेट के समरी स्कोर को परिभाषित करता हूं जैसा कि मैंने कहा कि मैं सभी टेक्सुअल यूनिट्स को वहां ले जाऊंगा उनकी रेलेवंस स्कोर का योग प्राप्त होगा सभी यूनिट्स के लिए i की रेलेवंस पर t i इन s माइनस 2 यूनिट्स i और j का रिडनड़ेंसी स्कोर जो मैं सारांश में ले रहा हूँ और यह मैं सभी पेअर पर योग करूँगा लेकिन मैं इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ कि मैं एक पेअर को दोहराना नहीं चाहता हूँ यह j से कम होना है और वे उस क्रम में हो सकते हैं जिसमें वे डॉक्यूमेंट में होते हैं तो मेरे पास यह t i t j है इन s है और i j से कम है और मुझे रिडनड़ेंसी स्कोर मिल रहा है तो मिनिमम रिडनड़ेंसी के साथ सेट के भीतर मैक्सिमम रेलेवंस हासिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है तो कुल स्कोर इस तरह परिभाषित किया गया है अब कंसट्रेन्स क्या है ऐसा करने के लिए सभी टेक्सुअल यूनिट्स जो आप समरी 1 i की सभी t i इन s में कर रहे हैं उनकी लेंथ k के बराबर या कम होनी चाहिए यह आपका कंसट्रेन्स है और इसलिए कैपिटल k समरी की अधिकतम लेंथ को दर्शाता है तो आपके पास एक कंसट्रेन्स है और आपके पास एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है अब सवाल यह है कि आप इस ऑप्टिमाइजेशन को कैसे प्राप्त करते हैं आप इस विशेष ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सीमाईज कैसे करते हैं अब MMR के मामले में हम ऐसा करने के लिए एक तरह के ग्रीडी एप्रोच का उपयोग कर रहे थे तो ग्रीडी एप्रोच हमेशा एक समाधान है तो आप ग्रीडी एप्रोच का उपयोग कैसे करेंगे तो आपके पास कुछ n टेक्सुअल यूनिट्स हैं और आपने रेलेवंस स्कोर भी पूरा कर लिया है जैसे कि t 1 t 2 से t n यूनिट्स तक और रेलेवंस स्कोर जैसे rel 1 rel 2 से rel n तक जैसा कि हमने चर्चा की है यह कई अलग अलग तरीकों से पूरा किया जा सकता है तो चलिए हम उसकी चिंता नहीं करते हैं एक बार आप सभी को पूरा कर लेते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सीमाईज करना चाहते हैं और आपने हर 2 यूनिट्स के बीच अपने i j का रिडनड़ेंसी स्कोर भी पूरा कर लिया है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं यह करना चाहता हूं समेशन ऑफ़ रेलेवंस माइनस रिडनड़ेंसी सभी पेअर के लिए सबसे अधिक हो तो आप ग्रीडी एप्रोच में क्या करेंगे आप पहले इन्हें सॉर्ट करेंगे रेलेवंस के अनुसार सॉर्ट करेंगे और इससे आपको फाइनल सोर्टिंग आर्डर मिलेगा और यह आर्डर t 1 से t n तक है है t 1 की हाईएस्ट रेलेवंस है और t n की लोवेस्ट रेलेवंस है तो ग्रीडी एप्रोच क्या होगा मैं कहूंगा कि t 1 पहले से ही मेरे समरी में है तो अब t 1 समरी में है क्योंकि इसकी हाईएस्ट रेलेवंस है अब अगली यूनिट t 2 नहीं होगी हम सभी पॉसिबल यूनिट्स के बीच कहेंगे कि मैं किस यूनिट को अपने समरी में जोड़ सकता हूं जिससे स्कोर मैक्सीमाईड हो इसे मैं एक एक करके कर रहा हूं तो स्कोर क्या है समेशन ओवर रेलेवंस ऑफ़ t 1 प्लस t 2 माइनस रिडनड़ेंसी ऑफ़ t 1 t 2 यह t 2 को जोड़ने के लिए स्कोर होगा आप t 2 को समरी में जोड़ देंगे तो यह आपका समरी है जिसे आप t 2 में जोड़ेंगे और अब आप इसे अपना s प्राइम कहते हैं और फिर s 2 के लिए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की गणना t 2 के साथ करते हैं फिर आप t 2 के बजाय t 3 डालेंगे और इसे कंप्यूट करेंगे और इसी तरह आप सभी t n के लिए करेंगे और अंत में आपके पास सभी अलग अलग समरी सभी स्कोर होंगे और जो अधिकतम स्कोर है उसे आप लेंगे तो मान लीजिए कुछ t 3 को अधिकतम स्कोर प्राप्त होता है तो यह मेरे समरी में जाता है अब शेष यूनिट्स से फिर से एक समय में एक एक करके समरी में जोड़ते रहें और देखें कि कौन सा आपको हाईएस्ट स्कोर दे रहा है जब भी आप रुकेंगे और जब भी आप हमारे समरी की वांछित लेंथ हासिल कर लेंगे तो वह आपकी फाइनल समरी होगी तो यह एक ग्रीडी एप्रोच है तो हम क्या कर रहे हैं मैं अपनी सभी टेक्सुअल यूनिट्स को अपने डॉक्यूमेंट से छाँट रहा हूँ जैसे कि रेलेवंस ऑफ़ ith यूनिट सभी t i के लिए i plus oneth यूनिट की रेलेवंस प्राप्त कर रही है तो आपको स्कोर t 1 से t n मिल जाएगा वे सॉर्टेड आर्डर में हैं फिर तुम क्या करते हो क्या आप अपने समरी में पहली इकाई t को नहीं लेते हैं फिर जब आपने समरी की वास्तविक लेंथ हासिल नहीं की है तो इस लूप के लिए आप प्रत्येक वाक्य जो शेष है प्रत्येक यूनिट जो शेष है और उसको समरी में यूनियन t j के रूप में रखा गया है फिर r max सभी t j पर प्राप्त करें और उसे आप अपने समरी में शामिल करेंगे जो भी हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करेगा और फिर आप इसे तब तक करते रहेंगे जब तक आप अपने समरी की वांछित लेंथ हासिल नहीं कर लेते और यह एक बहुत ही जेनेरिक एप्रोच है जिसमें आपको रेलेवंस स्कोर रिडनड़ेंसी स्कोर को परिभाषित करना होगा और फिर आपको एक समरी प्राप्त करने के लिए इस अल्गोरिथम को लागू करना होगा जिसमे हाईएस्ट रेलेवंस और लेकिन मिनिमम रिडनड़ेंसी हो तो आप इस एप्रोच का उपयोग करके एक ही समय में रेलेवंस और डाइवर्सिटी दोनों प्राप्त करते हैं अब हम कह रहे हैं कि यह ग्रीडी एप्रोच है यह ग्रीडी एप्रोच क्यों है आप एक ऑप्टीमल सलूशन के लिए नहीं जा रहे हैं जिसे आप ग्रीडी एप्रोच से कह रहे हैं कि यह ऑप्टीमल सलूशन के पास है यह एक ऑप्टीमल सलूशन नहीं हो सकता है मैं हमेशा t 1 चुन रहा हूं लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे ऑप्टीमल सलूशन में मेरे पास t 1 नहीं है क्योंकि t 1 कई अन्य वाक्यों के समान है यह हमेशा हो सकता है तो यह ऑप्टीमल सलूशन में गारंटी नहीं देता है लेकिन यदि आप एक डिसेंट सलूशन चाहते हैं तो यह पर्याप्त है ऐसे अन्य एप्रोच हैं जहां आप डायनामिक प्रोग्रामिंग अल्गोरिथम का उपयोग कर सकते हैं यह पता लगाने के लिए कि मैं अपनी लेंथ k को भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जिससे यह मैक्सीमाईड हो यदि आप सभी संभावनाओं का प्रयास करते हैं तो यह एक्सपोनेंशियल नेचर में हो सकता है लेकिन आप हमेशा डायनामिक प्रोग्रामिंग में कर सकते है ताकि आप कहीं और स्टोर कर रहे हैं कि 5 10 15 समरी लेंथ प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और फिर किसी भी हायर लेंथ के लिए इसका उपयोग करें तो यह एक और तरीका है हम इसके बजाय जिस पर चर्चा करेंगे वह एक एप्रोच है जो फिर से बहुत जेनेरिक है और वहाँ हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन और कुछ कंसट्रेन्स के साथ शुरू किया है आप अपने स्वयं के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन और कंसट्रेन्स का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं और फिर भी यह आपको एक ऑप्टीमल सलूशन देगा और मान लीजिए कि इन्टिजर लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है तो वहाँ आप कुछ कंसट्रेन्स के संबंध में कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको विभिन्न पैरामीटर्स के लिए कुछ इन्टिजर सलूशन मिल रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को मैक्सीमाईज करते हैं तो पहले देखते हैं कि यह क्या है तो हम बात करेंगे कि समराइजशन के लिए इन्टिजर लीनियर प्रोग्रामिंग का उपयोग कैसे करें तो यह एक ग्रीडी अल्गोरिथम की तरह है तो ग्रीडी अल्गोरिथम जिसकी पिछली स्लाइड में चर्चा की थी यह मुझे एक अप्प्रोक्सीमेट सलूशन देता है तो ILP आपको एक सटीक समाधान में मदद करेगा जो इस ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन के लिए ऑप्टीमल वैल्यू है अब ILP एक कंसट्रेंट सेटीसफेकशन प्रॉब्लम की तरह है तो आप विभिन्न कंसट्रेन्स को परिभाषित करते हैं और उन कंसट्रेन्स के आधार पर आप अपने ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सभी कंसट्रेन्स को संतुष्ट किया जाना चाहिए अब आपके कंसट्रेन्स ऐसे होंगे जो आपके समराइजेशन के लिए आवश्यक हैं उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल कंसट्रेंट क्या है कि आप हमेशा उन सभी यूनिट्स पर योग करेंगे जिन्हें आपने चुना है जो k के बराबर या उससे कम होना चाहिए जहां k वांछित लेंथ है वह एक कंसट्रेंट है जिसे आप हमेशा डालेंगे साथ ही आपके कार्य के आधार पर आपके पास कुछ अन्य कंसट्रेंट हो सकती हैं हम चर्चा करेंगे फिर हम बेसिक एप्रोच देंगे तो ILP के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वेब पर कई अलग अलग सॉल्वर हैं और आप उनमें से किसी को भी ले सकते हैं और जिस फॉर्मेट में उन्होंने वर्णन किया है आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंसट्रेन्स डालेंगे और वे आपको उसके आधार पर समाधान देंगे तो ILP को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम अपने कंसट्रेन्स को केवल रेलेवंस और रिडनड़ेंसी के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं तों 2 चीजें हैं जिनके बारे में हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी आइए हम उसके आधार पर अपने कंसट्रेंट ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ILP का स्वरूप क्या होगा तो यह मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो हम क्या कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग टेक्सुअल यूनिट्स हैं t 1 to t n अब मैंने रेलेवंस और रिडनड़ेंसी को भी परिभाषित किया है तो हम जानते हैं कि रेलेवंस की गणना कैसे करें और 2 यूनिट्स के बीच रिडनड़ेंसी की गणना कैसे करें जब आप सभी को परिभाषित कर लेते हैं तो अब आप कह रहे हैं कि मैं फ़ंक्शन को मैक्सीमाईज करना चाहता हूं तों समेशन अल्फ़ा i rel i माइनस समेशन i तो यह ओर्ड़ेरिंग सुनिश्चित करने के लिए है कि आप इसे केवल एक बार कर रहे हैं अल्फा i j रिडंडेंसी ऑफ i j अब एक बात आप नोटिस करेंगे कि हम पहले वाले मामले में नहीं हैं हम एक सबसेट ले रहे हैं जो आप कह रहे थे कि मैं एक सबसेट ले लूंगा और उस सबसेट के लिए मैं मैक्सीमाईज करूँगा यहाँ हम सबसेट नहीं ले रहे हैं लेकिन इसके बजाय हमारे यहाँ क्या है हमारे पास कुछ अलग पैरामीटर हैं अल्फा i और अल्फा i j अब ये पैरामीटर क्या हैं तो अल्फ़ा i एक सरल इंडिकेटर है जो बताता है कि ith यूनिट को समरी में शामिल किया गया है या नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्फा i समेशन अल्फ़ा i rel i इसलिए अल्फा i बताता है की समरी में ith यूनिट है या नहीं तो अल्फ़ा i का मान 0 या 1 होना चाहिए यह इन वैल्यूज में से केवल एक को ही ले सकता है और इसी तरह से अल्फा i j रिडंडेंसी ऑफ़ i j अल्फा i j फिर से केवल 0 या 1 के बीच वैल्यू ले सकता है अब ये पैरामीटर अल्फा i और अल्फा i j क्या दर्शाते हैं 0 का मतलब यह समरी में नहीं है 1 का मतलब यह समरी में है जब भी यह 1 है तों आप रेलेवंस 0 ले रहे हैं इसे काउंट नहीं किया जा रहा है जब भी i और j दोनों समरी में होते हैं तो अल्फा i j वन होगा इसका मतलब है अगर i और j दोनों समरी में हैं तो आपको रिडंडेंसी स्कोर को घटाना होगा तो आप एक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो मैक्सीमाईजड हो अब आपको कुछ कंसट्रेंट डालने चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप एक कंसट्रेंट नहीं डालते हैं तो मैं हमेशा एक सलूशन पा सकता हूं जहां अल्फ़ा 1 के बराबर है सभी i के लिए अल्फा i j 0 के बराबर है सभी i j i के लिए हमेशा कुछ इस तरह का सलूशन डाल सकते है लेकिन आप तुरंत कहेंगे की इसका मतलब यह नहीं है क्योंकि आप वाक्यों के रिडंडेंसी को कम नहीं कर रहे हैं दूसरा आप समरी में सभी वाक्यों को ले रहे हैं समरी की बात यह है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जब तक आप कंसट्रेन्स को नहीं जोड़ते हैं तब तक ऑप्टिमाइजेशन फ़ंक्शन पर्याप्त नहीं है तो आप क्या कंसट्रेन्स जोड़ेंगे तों यह ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है और क्या कंसट्रेन्स होंगी तो पहले एक कंसट्रेन्स है जो आपके दिमाग में आएगी कि समरी की लेंथ k से कम या बराबर होनी चाहिए तो उस कंसट्रेन्स को तुम कैसे रखोगे आप देखें कि क्या है इस एप्रोच से आप क्या चाहते हैं कि मैं इस अल्फा i के लिए सबसे अच्छा सलूशन ढूंढता हूं जो कि अल्फा i j में है तों 0 या 1 के बीच वैल्यूज ले सकते हैं कि ऑप्टीमल वैल्यूज क्या है तो आप कुछ कंसट्रेन्स डालेंगे एक कंसट्रेंट समेशन अल्फा i li से कम या k के बराबर है li ith टेक्स्टुअल एलिमेंट की लेंथ है यह k से कम या बराबर है वह बाधा होगी जो तुरंत कहेगी कि इस तरह का समाधान स्वीकार्य नहीं है वह कंसट्रेंट होगा जो तुरंत कहेगा कि इस तरह का सलूशन स्वीकार्य नहीं है लेकिन फिर से आप एक सलूशन पा सकते हैं जहां कुछ अल्फा i's 1 हैं लेकिन सभी अल्फा i j 0 हैं इसलिए आप ऐसा नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि जब भी अल्फ़ा i और अल्फ़ा j 1 है तों अल्फ़ा i j भी 1 हो तो इसके लिए आपको कुछ और कंसट्रेंट की ज़रूरत है तो हम यहां क्या कंसट्रेन्स डालेंगे तो हम कहेंगे की आप यह नहीं चाहते कि अल्फ़ा i j एक हो और अल्फ़ा i 0 हो ऐसा नहीं हो सकता तो इन सभी चीजें को हम एक कंसट्रेंट में कैसे डालते हैं आइए देखते हैं हम कह रहे हैं कि सभी अल्फ़ा i अल्फ़ा j या तो 0 या 1 हैं जो कि पहली बात है हम कह रहे हैं समेशन i अल्फा i li k से कम या k के बराबर है फिर अगले 2 कंसट्रेन्स अल्फा i j माइनस अल्फा i 0 से कम या बराबर है तो अल्फा i j माइनस अल्फा i 0 से कम या बराबर है इसका मतलब क्या है वे 0 या 1 वैल्यू ले सकते हैं तो संभावित वैल्यूज क्या हैं दोनों एक हो सकते हैं यह अनुमति दी जाती है अल्फ़ा i एक है अल्फ़ा i j 1 है की अनुमति है दोनों 0 हो इसकी अनुमति है क्या है जिसकी अनुमति नहीं है तो यह है कि अगर अल्फा i 1 के बराबर है और अल्फा i j 0 के बराबर है यह भी ठीक है यह माइनस 1 होगा जिसकी अनुमति नहीं है अल्फा i j वन के बराबर है एक अल्फा i 0 के बराबर है यह अनुमति नहीं है क्योंकि तब यह 1 होगा और इसकी अनुमति क्यों नहीं है यह क्या कह रहा है कि आप ith यूनिट को शामिल नहीं कर रहे हैं लेकिन i और j के बीच रिडंडेंसी यह संभव नहीं है आप केवल तब ले सकते जब अल्फा i 1 के बराबर हो तो यह एक कंसट्रेंट है जैसे कि अब अल्फ़ा i j माइनस अल्फ़ा j 0 से कम या बराबर है और जिसे आप उसी तरीके से समझ सकते हैं अब आप तीसरा कंसट्रेंट क्या डाल रहे हैं अल्फ़ा i प्लस अल्फ़ा j माइनस अल्फ़ा i j 1 के बराबर या कम हो अब यह क्या कह रहा है तो यह वैल्यू 2 को छोड़कर सभी वैल्यूज ले सकता है अब यह वैल्यू 2 कब लेगा तो आप देख सकते हैं कि यह 2 से अधिक की वैल्यू नहीं ले सकता है क्योंकि यह अधिकतम 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है इसलिए अधिकतम वैल्यू 2 है और इसे 1 तक वैल्यू लेने की अनुमति है तो क्या होता है जब यह वैल्यू 2 लेता है इसका मतलब यह 1 है यह 0 है लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि जब भी वो 1 है तों आप इसे 1 के रूप में डालते हैं आप इसे 1 के रूप में ले रहे हैं तो यह कंसट्रेंट आपको इसमें मदद करती है कि आप अल्फा i j 0 नहीं डाल सकते हैं जब भी अल्फा i और अल्फा j दोनों 1 होते हैं एक साथ ये 5 कंसट्रेंट वास्तव में आपको उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन देगी जो आप पहले कर रहे थे इन्टिजर लीनियर प्रोग्रामिंग के संदर्भ में तो अब आपके इन्टिजर अल्फ़ा i के सभी अल्फ़ा i और अल्फ़ा i j से आपको ऐसे चुनना है जिससे यह ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन मैक्सीमाईड हो और कंसट्रेंट संतुष्ट हों और फिर आप अपने ILP सॉल्वर को वास्तव में सलूशन प्राप्त करने के लिए चला सकते हैं इस एप्रोच के बारे में अच्छा है कि यह बहुत जेनेरिक है इसलिए आपके टास्क के आधार पर आप परिभाषित कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और आपके कंसट्रेंट क्या हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ हमने आपके टास्क से स्वतंत्र बहुत सरल कंसट्रेंट को लिया मान लीजिए कि आप अपने टास्क में लगे हैं तो उदाहरण के लिए आप एक रिसर्च आर्टिकल से एक समरी कर रहे हैं और रिसर्च आर्टिकल के विभिन्न सेक्शन हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 5 तक है और अब मान लीजिए कि आप एक कंसट्रेंट डालना चाहते हैं कि मेरे समरी में मुझे प्रत्येक सेक्शन से कम से कम एक वाक्य चाहिए तो आप आसानी से उस कंसट्रेंट को अपने ILP में डाल सकते हैं आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट के लिए सेक्शन इनफार्मेशन क्या है और फिर प्रत्येक सेक्शन के लिए आपके अंतिम सलूशन में कम से कम एक यूनिट होगी तो यह एक कंसट्रेंट है जिसे आप जोड़ सकते हैं इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रकार का डेटा है जो कि अस्थायी है तो मान लीजिए कि न्यूज़ आर्टिकल में आपके पास विभिन्न डेज हैं डे 1 डे 2 डे n तो यह आम तौर पर तब होता है जब आप किसी प्रकार की टाइम लाइन समराइजेशन में कर रहे होते हैं आपके पास एक घटना है जिसमें आपके पास एक टाइमलाइन में विभिन्न आर्टिकल हैं और आप इसे संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ आप एक कंसट्रेंट डालना चाहते हैं अगर इसी तरह की जानकारी 2 2 अलग अलग समय बिंदुओं में है मैं बाद के समय बिंदु की जानकारी चाहता हूं या आप कह सकते हैं कि मुझे पिछले समय बिंदु की तुलना में बाद के समय बिंदु से अधिक जानकारी चाहिए फिर से आप उन्हें अपनी उन कंसट्रेंट के रूप में रख सकते हैं जिन्हें आप परिभाषित करते हैं जैसे आपने अपनी लेंथ को परिभाषित किया था आप समय अवधि को परिभाषित कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मैं निश्चित समय अवधि से पिछले समय की अवधि से अधिक चाहता हूं यह भी अपने कंसट्रेंट के रूप में जोड़ सकते हैं फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन भी बदल सकते हैं इसलिए यहां हमने कहा कि हम टेक्सुअल यूनिट्स के सभी रेलेवंस स्कोर पर योग करेंगे लेकिन मान लीजिए कि आप परिभाषित करते हैं मैं कुछ वेट को अलग अलग श्रृंखलाओं जैसे सेक्शन या डेज में रखना चाहता हूं हम कुछ वेट को रेलेवंस स्कोर से गुणा कर सकते हैं तो यह विभिन्न डेज का महत्वपूर्ण वेट हो सकता है तो यह आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ सकता है तो यह बहुत जेनेरिक एप्रोच है जहां आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बदल सकते हैं तो आप एक साथ कई चीजों को मैक्सीमाईज कर सकते हैं और आप अपने काम के आधार पर अपनी कंसट्रेंट को जोड़ सकते हैं और आप अभी भी ILP का उपयोग करके सलूशन खोजने में सक्षम होंगे एक बार हम यह कर चुके हैं हमने समराइजेशन करने के विभिन्न मेथड्स के बारे में बात की है एक ग्राफ बेस्ड एप्रोच और एक ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड दृष्टिकोण तो हम समराइजेशन में क्या चर्चा कर रहे थे एक बार हमने महत्वपूर्ण वाक्यों का चयन कर लिया तो अगला स्टेप यह होगा कि मैं इन वाक्यों को कैसे क्रमबद्ध करूँ अब ओर्ड़ेरिंग भी एक प्रकार का हयूरिस्टिक एप्रोच हो सकता है तो सबसे सिंपल एप्रोच क्या है जो आप लेंगे इसलिए एक बार जब आप डॉक्यूमेंट से वाक्य पा लेते हैं तो आप उन्हें उसी तरह से ऑर्डर करेंगे जिस तरह से वे डॉक्यूमेंट में होते हैं इसलिए उनकी रेलेवंस यह हो सकती है कि नीचे के वाक्य में सबसे अधिक रेलेवंस है लेकिन आप डॉक्यूमेंट में पहले वाक्य के रूप में आने वाले वाक्य को लेगें इसलिए जिस आर्डर में वे डॉक्यूमेंट में होते हैं आप उस सेट को प्रदान करेंगे लेकिन अन्य एप्रोच भी हैं और उन्हें ऐसे कहा जाता है जैसे आप समरी के कोहेरेंस को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं ताकि यह अधिक रीडएबल बने तो एक संभव तरीका क्या है इसलिए आप कभी भी एक साथ बहुत अलग अलग वाक्य नहीं देते हैं मैं उन्हें एक क्रम में एक साथ रखने की कोशिश करूंगा जैसे कि 2 वाक्य जो काफी करीब हैं वे एक दूसरे के समान हैं तो वह एक संभावना है या आप कह सकते हैं कि वे एक ही तरह की मुख्य एंटिटीस या घटनाओं के बारे में बात करते हैं आर्डर आदेश देने के लिए एक और क्राइटेरिया है या तो आप उन वाक्यों को आर्डर कर सकते हैं जैसे डॉक्यूमेंट में दिखाई देते हैं इसे क्रोनोलॉजिकल ओर्ड़ेरिंग भी कहा जाता है और आप उस कोहेरेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जिसमे ओर्ड़ेरिंग का चयन करे जो पड़ोसी वाक्यों को कोसाइन समानता के समान बनाते हैं या जिसमे ओर्ड़ेरिंग का चयन करें जिसमें पड़ोसी वाक्य एक ही प्रकार की एंटिटी पर चर्चा करते हैं और आप टोपिकल ओर्ड़ेरिंग भी कर सकते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में यह पता करते हैं कि कौन से टोपिक किस आर्डर में हैं और आप पहले टोपिक से संबंधित वाक्य पहले आएंगे और आगे भी वह एक और संभावना है एक बार जब हम ऐसा करते हैं कि एक एप्रोच और स्टेप उठा सकता हु जो वहां से किसी प्रकार की रिडनड़ेंसी को कम करना चाहता हूं और यह हमारे लिखने के तरीके में हो सकता है तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें आप सरल बना सकते हैं वाक्यों के सरलीकरण के लिए सरलीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वाक्यों को सरल बनाने से आप अपने फाइनल समरी में अधिक स्पेस प्राप्त कर सकते हैं तो कुछ वाक्य जिनमें कुछ जानकारी होती है जो महत्वपूर्ण नहीं होती है आप उन्हें हटा सकते हैं और यह एक बहुत ही आसान स्टेप नहीं है तो आप क्या करेंगे आप वाक्यों को पार्स करेंगे और कुछ स्पेसिफिक क्लौसेस और फ्रेसेस को हटा देंगे उदाहरण के लिए इनिशियल एद्वर्बिअल्स इसलिए कई वाक्य शुरू होते हैं उदाहरण के लिए ओन द अदर हैंड एस ए मेटर ऑफ़ फैक्ट एट दिस पॉइंट आदि यह सब जानकारी देने में महत्वपूर्ण नहीं है और आप इनिशियल एद्वर्बिअल्स को हटा सकते हैं फिर कुछ प्रोपोजीशनल फ्रेसेस जिनमें नेम्ड एंटिटीस शामिल नहीं हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है इसलिए यहां कमर्शियल फिशिंग रेसट्रिकशन इन वाशिंगटन विल नोट बी लिफ़्टेड अन्लेस द सेल्मोन पापुलेशन इन्क्रिसेस टू ए सस्टेनेबल नंबर यहाँ टू ए सस्टेनेबल नंबर एक प्रोपोजीशनल फ्रेस है और यहां जानकारी देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कोई नेम्ड एंटिटी नहीं है तो आप इसे भी हटा सकते हैं इसके बाद आप रिबेल्स एग्री टू टॉक विथ गवर्नमेंट ओफ्फीसिअल्स इंटरनेशनल ओब्सरवर्स सेड ट्यूसडे में एटरीब्यूशन क्लौसेस को भी हटा सकते हैं दिस एटरीब्यूशन टू समथिंग महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है तो आप इसे अपने समरी से भी हटा सकते हैं फिर कुछ एपपॉजिटिव जैसे राजन 28 एन आर्टिस्ट हु वास लिविंग एट द टाइम इन फिलाडेल्फिया फाउंड द इन्स्पीरेसन इन द बेक ऑफ़ सिटी मैगजीन्स को हटा सकते है तो यहाँ एपपॉजिटिव एन आर्टिस्ट हु वास लिविंग एट द टाइम इन फिलाडेल्फिया तों यह जानकारी को बताने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है तो ऐसे ही आप कई नियमों को परिभाषित कर सकते हैं इन नियमों को फिर से सिस्टम में मैन्युअल रूप से दिया जा सकता है और आप इन नियमों को भी सीख सकते हैं यदि आपके पास कुछ प्रकार के डेटा हैं जो कहते हैं कि मूल वाक्य क्या है और कुछ मनुष्य ने इसे कैसे सरल बनाया है इसलिए वहाँ से आप नियम जानने की कोशिश करें कि मेरे पार्स ट्री में किस तरह के नोड्स को हटाया जा सकता है और मैं अपने वाक्यों को कैसे सरल बना सकता हूँ तों हमने समराइजेशन के 2 3 अलग अलग एप्रोच पर चर्चा की और आप कुछ अंतिम पॉलिशिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं जब आप एक बहुत छोटे स्पेस में फिट होने के लिए वाक्य प्राप्त करते हैं और जैसे कि समराइजेशन के लिए कई अलग अलग एप्रोच हैं आप हमेशा अपने बेसलाइन के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप अन्य मेथड्स का भी पता लगा सकते हैं अगले लेक्चर में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि एक बार आपने समराइजेशन किया है कि आप अपने सिस्टम समरी का मूल्यांकन कैसे करते हैं तो आपको कुछ समरी मिल रही है और यह कितना अच्छा है तो हम विभिन्न तरीकों के बारे में बात करेंगे कि उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड क्या है